कीवर्ड फ्लो वाल्व बॉल वाल्व फ्लो कंट्रोल वाल्व विशेषताओं एक्चुएटर्स प्लग औद्योगिक स्वचालन पर पाठ्यक्रम के प्रवाह नियंत्रण वाल्वों के 25 पाठों में आपका स्वागत है प्रवाह नियंत्रण वाल्व बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए पाठ को सीखने के बाद छात्र को प्रवाह नियंत्रण वाल्वों के महत्व का वर्णन करने में सक्षम होना चाहिए वे प्रक्रिया उद्योगों में हर जगह पाए जाते हैं प्रमुख प्रकार के प्रवाह नियंत्रण वाल्वों की संरचना सीखते हैं उनके प्रवाह विशेषताओं के बारे में जानें क्योंकि यह डिजाइनिंग में बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों है और अंत में इन वाल्वों को कैसे सक्रिय किया जाए और प्रक्रिया नियंत्रण लूप की एक निश्चित विशेषता प्राप्त करने के लिए उनकी विशेषताओं को कैसे प्रभावित किया जाए ये ऐसे विषय हैं जिनसे छात्र को इस पाठ से सीखने की उम्मीद है इसलिए सबसे पहले हमें फ्लो कंट्रोल के महत्व पर एक नजर डालनी चाहिए फ्लो कंट्रोल संभवतः एक प्रोसेस कंट्रोल एप्लिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण है और जैसा कि हम अपनी प्रक्रिया नियंत्रण मॉड्यूल के दौरान देखेंगे कि फ्लो कंट्रोल लूप्स का एक हिस्सा बन जाता है नियंत्रण लूप्स का प्रकार उदाहरण के लिए वे प्रवाह लूप्स के कुछ हिस्से हैं जहां सीधे प्रवाह को नियंत्रित किया जाना है प्रवाह नियंत्रण का अंतिम उद्देश्य है वे तापमान लूप्स के हिस्से हैं क्योंकि तापमान आमतौर पर या तो एक शीतलक के प्रवाह को नियंत्रित करके नियंत्रण में लाया जाता है या हमें हीटिंग के लिए भाप मानेगे यह धारा नहीं यह भाप है बेशक स्तर लूप्स के लिए क्योंकि प्रवाह को एकीकृत करने से आपके पास केवल स्तर होता है इसलिए सभी स्तर नियंत्रण अनिवार्य रूप से प्रवाह नियंत्रित होते है इसी प्रकार प्रेशर लूप क्योंकि फिर से प्रेशर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल और कंपोजिशन लूप्स का उपयोग करके हासिल किया जाता है क्योंकि उत्पादों की रचना आम तौर पर घटकों की रचनाओं पर निर्भर होती है हम इसे रिएक्टर कहेंगे इसलिए यदि आप किसी विशेष उत्पाद की संरचना को नियंत्रित करना चाहते हैं तो प्रवाह नियंत्रण अक्सर उस नियंत्रण अनुप्रयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हम देखते हैं कि अधिकांश प्रकार के नियंत्रण अनुप्रयोगों के लिए प्रवाह नियंत्रण एक हिस्सा है और जो तत्व अंततः नियंत्रण को प्राप्त करता है वह प्रवाह नियंत्रण वाल्व है इसलिए इसका महत्व अधिक नहीं हो सकता है और जैसा कि हम उल्लेख करना चाहते हैं फिर से थोड़ी वर्तनी की गलती है तो यह वाल्व प्रवाह वास्तव में वाल्व का कार्य है जो वाल्व के पार दबाव ड्रॉप और स्टेम स्थिति के रूप में होता है जैसा कि हम जानते हैं कि बर्नौली Bernoulli's के समीकरण के प्रवाह प्रवाह नियंत्रण वाल्व के छिद्र के माध्यम से प्रवाह अनिवार्य रूप से एक छिद्र है और यह छिद्र के आयाम हैं जो root ΔP की आनुपातिक है ΔP वाल्व के दबाव का अंतर है और K एक आनुपातिकता स्थिरांक है जिसे हम डिस्चार्ज गुणांक या Cv कहते हैं तो प्रवाह नियंत्रण प्रवाह नियंत्रण वाल्वों में यह K है या वाल्व का यह डिस्चार्ज गुणांक है जो छिद्र आयामों को बदलकर बदल जाता है इस प्रकार हम प्रवाह नियंत्रण को प्राप्त करते हैं अब इसलिए सबसे पहले हम विभिन्न प्रकार के वाल्व देखते हैं और पहले प्रकार के वाल्व जो हम देखेंगे वे हैं ग्लोब वाल्व हैं ग्लोब वाल्व इसलिए हैं क्यूंकि पहले हमें विभिन्न भागों को समझना चाहिए इसलिए मैं इसे तैयार करने जा रहा हूं यह है ये पोर्ट है यह विशेष प्रवाह नियंत्रण वाल्व है यह इनलेट पोर्ट है यह आउटलेट पोर्ट है यह एक और है शरीर का घटक यह एक नहीं मुझे खेद है यह एक नहीं यह हिस्सा यह शरीर है सही है इसलिए द्रव वास्तव में वहाँ हैं यह एक है यह एक शीर्ष और नीचे निर्देशित शीर्ष और है बॉटम गाइडेड का मतलब है बेसिक वाल्व असेंबली मूवमेंट निर्देशित और ऊपर और सबसे नीचे और यह एक डबल सीटेड ग्लोब वाल्व है तो दो सीट हैं एक सीट यहाँ है एक और सीट यहाँ है इसलिए वास्तव में तरल पदार्थ इसके माध्यम से प्रवेश करता है और इसके माध्यम से जाएगा जब यह वाल्व उठेगा तो यह इसके माध्यम से जाएगा और बाहर निकल जाएगा इसी तरह यह इसके माध्यम से जाएगा यह इस रास्ते से गुजरेगा और बाहर जाएगा इसलिए चूंकि दो सीटें हैं यह एक डबल सीटेड ग्लोब वाल्व है डबल सीटिंग के फायदों में से एक यह है कि बल जैसा कि आप देख सकते हैं कि द्रव जब यह प्रवाहित होता है वाल्व यह वास्तव में इस वाल्व तंत्र पर दबाव डालती है इसे स्टेम कहा जाता है और इन्हें प्लग कहा जाता है ये प्लग हैं तो प्लग वास्तव में आते हैं और यह सीट है और प्लग वास्तव में आता है और सीट के ऊपर बैठता है और सील करता है छिद्र को सील करता है और जब वाल्व खुलता है तो यह प्लग ऊपर जाता है द्रव छिद्र के मध्य से बहता है और वास्तव में स्टेम के गतिशील होने से प्लग के गतिमान होने का एहसास होता है जिससे प्लग जुड़ा हुआ है इसलिए स्पष्ट रूप से प्लग पर द्रव निकास बल है और प्लग कभी कभी इस बल के खिलाफ काम करता है इसलिए कम करने के लिए डबल सीटेड वाल्व के लिए हालांकि वे आजकल इतने लोकप्रिय नहीं हैं लेकिन बल सीटेड वाल्वों में से एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब से बल इस दिशा में तरल प्रवाह कर रहा है और बल इस दिशा में तरल निकास एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो शुद्ध बल पर स्टेम वास्तव में छोटा है इसलिए इसे गति बनाने के लिए एक्ट्यूएटर की एक छोटी क्षमता की आवश्यकता होती है लेकिन फिर भी ये वाल्व मुख्य रूप से दो कारणों के कारण इतने लोकप्रिय नहीं होते हैं सबसे पहले तो यह कि सिंगल सीटेड वॉल्व को बहुत छोटे आकार नंबर एक और नंबर दो के साथ महसूस किया जा सकता है क्योंकि आप मामूली यांत्रिक समस्याओं को जानते हैं यह सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है कि दोनों प्लग वास्तव में एक ही समय में इस प्रकार छिद्र को सील कर देते हैं और इसलिए अक्सर आपको वाल्व के मध्य से रिसाव की समस्या होती है जैसे वाल्व का शट ऑफ इतना तंग नहीं होता है तो यह इस कारण से है कि लोग आजकल सिंगल सीटेड वाल्व पसंद करते हैं इसलिए यह सिंगल सीड वाल्व है आप जानते हैं कि यह प्लग है यह प्लग आप देख सकते हैं यह वह सीट है जिस पर प्लग बैठता है यह सीट है यह स्टेम है यह शरीर है इसलिए द्रव वास्तव में इस तरह से बहता है इस तरह से यह द्रव मार्ग है जब वाल्व खुलता है यह है इनलेट पोर्ट इनलेट और यह आउटलेट पोर्ट है यह एक शीर्ष प्रविष्टि शीर्ष प्रविष्टि है क्योंकि वाल्व स्टेम ऊपर से प्रवेश करता है शीर्ष निर्देशित यहां केवल एक मार्गदर्शन है एक मार्गदर्शक टुकड़ा जो शीर्ष मार्गदर्शक है ऊपर और नीचे निर्देशित नहीं है सिंगल सीटेड है क्योंकि केवल एक सीट ग्लोब वाल्व है ये वाल्व प्रक्रिया उद्योग में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य प्रकार के वाल्वों में से एक हैं अगली बॉल वाल्व हैं इन वाल्वों में पिछले मामले में स्टेम वास्तव में एक रैखिक फैशन में ऊपर और नीचे चलता है और इन वाल्वों के लिए स्टेम वास्तव में घूमता है इसलिए यह है इसे रोटरी एक्ट्यूएटर की आवश्यकता होती है इसे सीधे मोटर से जोड़ा जा सकता है इसलिए आप देखते हैं कि वास्तव में आपके पास एक बॉल है एक संरचना जैसी बॉल जिसके माध्य एक छिद्र होता है तो आप छिद्र देख सकते हैं यह बॉल है ये बॉल वाल्व है और यह छिद्र है इनके मध्य में यह बॉल के मध्य में छिद्र है तो अब मान लीजिए यह छिद्र माना जाता है इसलिए जब बॉल इस स्थिति में होती है तो आप समझ सकते हैं कि यह इनलेट पोर्ट है और यह आउटलेट पोर्ट है इसलिए जब मान लें कि तरल पदार्थ आ रहा है तो यह इनलेट पोर्ट है और यह आउटलेट पोर्ट है इसलिए जब इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट छिद्र के साथ संरेखित किया जाता है तो द्रव इनलेट से आउटलेट पर बह सकता है दूसरी तरफ अगर बॉल घूमती है तो प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है इसलिए यह बॉल को घुमाकर के विभिन्न मात्रा में प्रवाह को महसूस किया जा सकता है ठीक है तो यह एक बॉल वाल्व का मूल सिद्धांत है उदाहरण के लिए यह एक मल्टी पोर्ट बॉल वाल्व है आप बॉल को देख सकते हैं यह एक क्रॉस सेक्शन है तो बॉल है आप इस अर्ध बेलनाकार दीर्घवृत्ताकार की तरह जानते हैं और ये छिद्र है इसलिए इस मामले में इसमें तीन पोर्ट्स का ख्याल रखा जा सकता है इसलिए आप देख सकते हैं कि बॉल के विभिन्न पदों पर यदि बॉल को इस तरह से संरेखित किया जाता है तब तरल यहां से यहां तक प्रवाह कर सकता है अगर इसे इस तरह से संरेखित किया जाता है तो ये यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ प्रवाह कर सकता है तो बॉल वाल्व के विभिन्न पदों के तहत आपके पास विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं विभिन्न पोर्ट्स को विभिन्न अन्य से जोड़ा जा सकता है ठीक है यह एक टी पोर्टेड बॉल वाल्व है आप एक एंगल पोर्टेड बॉल वाल्व जैसी चीजें रख सकते हैं इसलिए यह बॉल वाल्व का मूल सिद्धांत है यह चित्र दिखाता है कि कैसे जब एक बॉल वाल्व घूमता है तो प्रवाह थ्रॉटलिंग कैसे होता है आप देखते हैं कि जैसे यह घूम रहा है वैसे ही यह घूम रहा है इसलिए यह प्रवाह का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है तो जैसा कि यह घूमता है धीरे धीरे प्रवाह का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाएगा और प्रवाह कम हो जाएगा इसलिए प्रवाह बंद हो जाता है यह एक अन्य प्रकार का बॉल वाल्व है जहां बॉल एक निश्चित आकार की होती है इसलिए इसे एक विशिष्ट बॉल वाल्व कहा जाता है इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि जैसे ही यह घूमता है यह सतह धीरे धीरे आती है और प्रवाह को बंद कर देती है और इसलिए प्रवाह प्रवाह को रोका जा सकता है या इसे पूरी तरह से बंद किया जा सकता है तो यह एक अन्य प्रकार का बॉल वाल्व है जिसे करैक्टरीज़ड बॉल वाल्व कहा जाता है तीसरे प्रकार के वाल्व वास्तव में विभिन्न प्रकार के वाल्व हैं हम केवल कुछ प्रमुख लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं लेकिन कम से कम 10 15 विभिन्न प्रकार के वाल्व हैं जो उद्योग में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं डायाफ्राम वाल्व पिंच वाल्व स्लाइडिंग गेट वाल्व आदि तो यह अन्य प्रकार का वाल्व है जिसे बटरफ्लाई वाल्व कहा जाता है तो मूल विचार यह है कि बटरफ्लाई वाल्व का उपयोग बड़े पाइपों में किया जाता है वे इसके लिए भी उपयोग किए जाते हैं इसके अलावा आप जानते हैं कि आवेदन में हमें तरल अनुप्रयोगों जैसे कि जल प्रवाह नियंत्रण आदि वे में भी उपयोग किए जाते हैं गैस अनुप्रयोगों जैसे उपयोग किए जाते हैं बड़े भवनों के ताप वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग अनुप्रयोगों में जहां वायु प्रवाह को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है इसलिए ऐसे अनुप्रयोगों में बटरफ्लाई वाल्व का उपयोग किया जाता है तो मूल विचार यह है कि सभी वाल्वों में एक वेरिएबल अवरोध होना चाहिए ठीक है इसलिए यह डिस्क है जो कि अवरोध पैदा करता है और एक शाफ्ट या एक पिन है जिसके बारे में यह समझ सकें कि यह बटरफ्लाई वाल्व है और मूल रूप से इसमें एक शाफ्ट चलता है यह शाफ्ट चालित होता है इसलिए यह वाल्व वास्तव में है यह वाल्व वास्तव में इस पर अटक जाता है और यदि आप इस एक्ट्यूएटर को घुमाते हैं तो यह वाल्व या तो इस स्थिति में है या इस स्थिति में है तो अगर आपके पास यहाँ एक पाइप है अगर आपके पास पाइप है और आप इस स्थिति में जोड़ते हैं तो यह खुला है यदि आप इसे इस स्थिति से जोड़ते हैं और इसे इस स्थिति में रखते हैं तो यह बंद है सही है तो ठीक यही स्थिति है इसलिए इन दो स्थितियों को दिखाया गया है यह डिस्क की खुली स्थिति है और यह डिस्क की बंद स्थिति है दोनों स्थिति को बंद दिखाया गया है और यह शाफ्ट है या पिन जिसे डिस्क को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया जाता है डिस्क के विभिन्न आकारों का उपयोग करने के लिए किया जाता है आप जानते हैं शाफ्ट पर टार्क की आवश्यकता को कम करने या शोर को कम करता है इसलिए ये ऐसे बड़े डिस्क जब आपके पास एक तेज बहने वाला तरल पदार्थ कभी कभी कंपन कर सकता है और शोर पैदा करता है तो यह एक तस्वीर है जो यह दर्शाती है कि एक तरफ से देखें जब डिस्क इस स्थिति में है तो डैम्पर प्रवाह के लिए लंबवत है और वाल्व बंद है जब यह थ्रॉटलिंग के खिलाफ घूम रहा है या प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है और जब यह इस स्थिति में होता है तब डैम्पर समानान्तर प्रवाह होता है तो यह पूरी तरह से खुला होता है इसलिए विभिन्न प्रकार के डिस्क हैं जिनका उपयोग मैंने टॉर्क और शोर जैसे विभिन्न कारकों का ध्यान रखने के लिए किया है अब हमने इसलिए तीन अलग अलग प्रकार के वाल्व देखे हैं जो निर्माण अधिकार के रूप में विशेषता रखते हैं अब हम उनके प्रवाह विशेषताओं के आधार पर दूसरे तरीके से वाल्व की विशेषता बताएंगे तो उनकी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर वाल्व कैन को आमतौर पर तीन अलग अलग वर्गों में चित्रित किया जा सकता है मेरा मतलब है कि बटरफ्लाई वाल्व आमतौर पर समान प्रतिशत प्रकार के होते हैं इसलिए कारण यही है कि और बटरफ्लाई लिखा था एक समान प्रतिशत प्रकार है दूसरा रैखिक है और तीसरा त्वरित द्वार है इसलिए यह समान प्रतिशत वाल्व है आप देख सकते हैं समान प्रतिशत का मतलब है कि यदि आप यदि आपके पास यह प्रतिशत लिफ्ट है प्रतिशत लिफ्ट का अर्थ है यह स्टेम यदि यह एक निश्चित प्रतिशत द्वारा उठाया जाता है तो स्टेम बढ़ रहा है इसलिए प्रतिशत लिफ्ट या प्रतिशत स्टेम स्थिति यह नहीं हो सकता है हालांकि इसे लिफ्ट कहा जाता है यह हमेशा एक लिफ्ट नहीं हो सकता है आप जानते हैं कि कभी कभी यह एक रोटेशन भी हो सकता है मूल रूप से इसका मतलब है कि कुल स्टेम आंदोलन का प्रतिशत तो यह कहता है कि यदि आप स्टेम गति को x से बढ़ाते हैं तो y का वर्तमान प्रवाह इसलिए प्रवाह वर्तमान प्रवाह के y से बढ़ जाएगा ठीक है इसलिए यदि आप x बनाते हैं तो आप ∆x परिवर्तन करेंगे पूर्ण पैमाने का x यदि आप यहाँ 20 परिवर्तन करते हैं तो वर्तमान प्रवाह का 5 हो सकता है जो कि यहाँ है दूसरी ओर यदि आप यहां 20 परिवर्तन करते हैं तो वर्तमान प्रवाह का 5 जो यहां होता है यदि आप यहां 20 परिवर्तन करते हैं तो वर्तमान प्रवाह का 5 जो यहां होता है वह होगा तो आप देखते हैं कि उसी 20 बदलाव के लिए 20 40 60 80 परिवर्तन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने वाली है इस विशेषताओं को आगे बढ़ा रही हैI तो वर्तमान प्रवाह का एक समान प्रतिशत तब होगा जब आप लिफ्ट परिवर्तन का एक निश्चित प्रतिशत बनाते हैं यही कारण है कि इन वाल्वों को बराबर प्रतिशत कहा जाता है तो आप आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं जैसा कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस प्रकार की विशेषता घातीय प्रकार की विशेषता उत्पन्न होती है तो दूसरी ओर हमारे पास रैखिक है जो स्पष्ट है कि लिफ्ट के एक निश्चित प्रतिशत के लिए कुल का एक निश्चित प्रतिशत बदल जाता है पूर्ण पैमाने पर परिवर्तन वर्तमान प्रवाह नहीं होगा इसलिए यह एक रैखिक है यह स्थिरांक से निर्देशित है दरअसल रैखिक और समान प्रतिशत का उपयोग ज्यादातर प्रक्रिया अनुप्रयोगों में किया जाता है त्वरित उद्घाटन वाल्व हैं आप जैसे जानते हैं जैसे हमारे बाथरूम के नल आमतौर पर जल्दी खुलते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि यदि आप लगभग पूर्ण प्रवाह का एहसास करते हैं हो सकता है कि नल के एक या डेढ़ मोड़ भी हो जबकि यदि आप इसे अधिक से अधिक घुमाते हैं तो अधिक प्रवाह नहीं होता है तो यह वाल्व प्रवाह की एक त्वरित वृद्धि है और फिर बाकी संचIलन के लिए जो बहुत कम प्रवाह है इसलिए यह सभी समान प्रतिशत के विपरीत है और वे आम तौर पर अधिक उपयोग किए जाते हैं आपको पता है अनुप्रयोग या कुछ विशेष प्रकार के प्रक्रिया नियंत्रण अनुप्रयोग लेकिन अधिकांश नियंत्रण अनुप्रयोग रैखिक और समान प्रतिशत वाल्व का उपयोग करते हैं एक बात याद रखें कि इन विशेषताओं ने मान लिया है कि इन विशेषताओं को अंतर्निहित विशेषता कहा जाता है और निर्माता द्वारा प्रदान किया जाता है वाल्व की अंतर्निहित विशेषताएं और निर्माता द्वारा शर्तों के तहत प्रदान की जाती हैं कि वाल्व के पार दबाव स्थिर है इसलिए वे वास्तव में वाल्व पर दबाव बनाए रखते हैं और फिर वे इस वक्र को सही करते हैं इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है और अब इन विशेषताओं को कैसे समझा जाता है वे प्लग के विभिन्न प्रोफाइलों द्वारा समझे जाते हैं ठीक है तो यहाँ ग्लोब वाल्व के मामले में हम कहते हैं तीन प्रकार के होते हैं ये तीन प्लग हैं जो समान प्रतिशत रैखिक या त्वरित द्वार विशेषता का एहसास करते हैं अब यह पता चला है कि यदि आप वास्तव में वाल्व को एक अनुप्रयोग में डालते हैं और इसके साथ जुड़ते हैं तो आप अन्य घटकों पंपों प्रणालियों पाइपों आदि को जानते हैं तो अंतर्निहित विशेषता का एहसास नहीं होगा इसलिए दबाव प्रवाह की विशेषता में से वास्तव में ये बल्कि स्टेम लिफ्ट बनाम प्रवाह विशेषता जो वाल्व द्वारा प्रदान की जाती है जो कि अंतर्निहित विशेषता है इस तथ्य के कारण महसूस नहीं किया जाएगा कि ∆P स्थिर नहीं रहेगा इसलिए ऐसा कैसे होता है इसलिए आप यह देखते हैं कि जब आप कनेक्ट कर रहे होते हैं तो यह सिस्टम में जाता है जहां भी आप इस प्रवाह को भेजना चाहते हैं आप मनमाने ढंग से यह मान लेते हैं कि हेड सिस्टम एक विशेष प्रकार का हेड स्टेटिक लेता है इसलिए ऐसा होता है कि प्रवाह के दौरान वास्तव में दबाव की बूंदें होती हैं इसलिए पंप के इनलेट पर कुछ दबाव गिरता है तो पंप दबाव को बढ़ाता है जो पंप का काम होता है वह दबाव बनाता है फिर यह पाइप से हो के बहती है इसलिए फिर से एक घर्षण हानि होती है और कुछ दबाव होता है फिर वाल्व भर में एक बूंद होती है क्योंकि सभी क्योंकि सभी वाल्वों में एक होगा आप जानते हैं कि क्या इसे छिद्र से हो के प्रवाह करना है जो ∆P होगा फिर से पाइप के साथ बूंद होती है और फिर सिस्टम पर उपलब्ध दबाव होता है इसलिए यह दबाव गिरता है और वास्तव में जैसा हम अभी देखेंगे अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये दबाव विभिन्न दबाव की बूंदों के प्रवाह के साथ भिन्न होती हैं तो उदाहरण के लिए पाइप घर्षण दबाव हानि भी प्रवाह के साथ बढ़ेगी इसी तरह अगर पंप हेड क्योंकि पंप के अंदर दबाव के नुकसान हैं तो पंप हेड उपलब्ध है जो पंप हेड उत्पन्न होगा वह भी कम होगा इसी तरह यहाँ हमने एक स्थिर हेड दबाव ग्रहण किया है यह स्थिर हो सकता है या कुछ मामलों में भी हो सकता है उदाहरण के लिए यदि द्रव है तो आप एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर जानते हैं फिर से हीट एक्सचेंजर वास्तव में पाइप की एक इंटरवेट के अलावा और कुछ नहीं है तो मूल रूप से दबाव हेड पूरे सिस्टम में प्रवाह के साथ वृद्धि होगी इसलिए आखिरकार ऐसा होता है कि पंप को देखें जोकि प्रमुख प्रस्तावक है ठीक है इसलिए यह कुल एक उपलब्ध पंप हेड है और वह पाइप में ड्रॉप के योग के बराबर होना चाहिए वाल्व में ड्रॉप प्लस सिस्टम में ड्रॉप इसलिए वाल्व में ड्रॉप के रूप में पाइप को छोड़ना और सिस्टम में ड्रॉप का उठना कम है और कम वाल्व में ∆P उपलब्ध है और इसलिए प्रवाह वास्तव में कम करता है सही है तो जो ऑपरेटिंग बिंदु स्थापित हैं उनमें हमेशा ∆P गिरता रहेगा तो यदि वाल्व अंतर दबाव उपलब्ध है वास्तव में प्रवाह के साथ काफी तेजी से गिरता है तो यह स्थिर नहीं है वास्तव में क्या होता है उदाहरण के लिए यह कुछ ∆P पर बराबर प्रतिशत वाल्व का मामला है आप देखते हैं कि अंतर्निहित विशेषता लगभग समान है जैसे कि लगभग समान प्रतिशत दूसरी ओर यदि आप वाल्व लगाते हैं जोकि वाल्व एक पाइप और एक पंप और प्रणाली के साथ फिर शुरू में बहुत सारा नया ∆P उपलब्ध होता हैं क्योंकि वे शायद ही किसी भी बूंद में होते हैं प्रवाह में कम होता है इसलिए सिस्टम में शायद ही कोई गिरावट होती है तो पंप इसलिए वाल्व लिफ्ट में परिवर्तन के साथ बहता है क्योंकि वाल्व में उपलब्ध 𝛿P अब इस स्तर पर काफी अधिक है इसलिए लिफ्ट में अचानक परिवर्तन के लिए प्रवाह में एक अच्छा बदलाव है इसलिए दर अधिक रहती है दूसरी ओर आप देखते हैं कि अंतर्निहित विशेषता के लिए इस भाग में प्रवाह परिवर्तन की दर अधिक है लेकिन प्रवाह की बहुत अधिक दर इस तथ्य के कारण स्थापित विशेषता में प्राप्त नहीं होती है जोकि अब 𝛿P नीचे आ गया है इसलिए यदि 𝛿P कम हो गया है तो तो लिफ्ट में दिए गए बदलाव के लिए अब इतना बदलाव जो उपलब्ध था देखें पहले जब 𝛿P निरंतर आयोजित होता है तो मेरा मतलब है कि लिफ्ट के एक निश्चित हिस्से को बदलकर बहुत कुछ संभव हो सकता है लेकिन अब चूंकि 𝛿P चूंकि 𝛿P गिरने वाला है इसलिए इतना बदलाव संभव नहीं है और हमें एक अलग विशेषता मिलती है उस विशेषता को स्थापित विशेषता कहा जाता है और इसे अवश्य याद रखना चाहिए क्योंकि यह अंत में स्थापित विशेषता है जो प्रक्रिया नियंत्रण में विशेषता का फैसला करेगा इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि दबाव की बूंदों के कारण अंतर्निहित विशेषता बदल जाती है और परिणामस्वरूप विशेषता को स्थापित विशेषता कहा जाता है इसलिए रैखिक वाल्वों के लिए भी यही बात होती है फिर से एक उच्च अंतर्निहित से अधिक है हम मान रहे हैं कि अंतर्निहित विशेषता 𝛿P को बनाए रखा रहेगा आप कहीं न कहीं 𝛿P रेंज के बीच में जानते हैं इसलिए शुरू में आपके पास उच्च है आपके पास उच्च 𝛿P है इसलिए दर वृद्धि उच्च होती है बाद में अंतर्निहित विशेषताओं की तुलना में वृद्धि की दर कम होती है यह एक निहित विशेषता के लिए विशेषता है यह बात है और वे बहुत अधिक उपयोग नहीं किए जाते हैं इसलिए स्थापित विशेषता वास्तव में तैयार नहीं है अब ये विशेषताएँ कभी कभी आप विशेष रूप से तब जानते हैं जब आप प्रक्रिया नियंत्रण अनुप्रयोग वाल्व लाभ डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं वाल्व लाभ भी प्रक्रिया लाभ के साथ आता है इसलिए यदि जब हम निर्णय लेना चाहते हैं तो नियंत्रक लाभ तय करें कभी कभी ऐसा होता है यह वांछनीय है कि हम वास्तव में प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अनुरूप वाल्व विशेषता को बदलते हैं उदाहरण के लिए जैसा कि हम देखेंगे कि हम कर सकते हैं हम यह पसंद कर सकते हैं कि वाल्व प्रक्रिया संयोजन लाभ अधिक या कम फ्लैट बना रहे हैं ऑपरेटिंग अवधि एक अच्छा नियंत्रक डिजाइन करने के लिए आवश्यकता हो सकती है तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वह है कि आप जानते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक है जिसमें से आउटपुट वास्तव में वाल्व एक्ट्यूएटर में जा रहा है वाल्व स्टेम को कुछ तंत्र द्वारा बुलाया जा रहा है जिसे एक्ट्यूएटर कहा जाता है जैसा कि हम देखेंगे तो यह एक्ट्यूएटर के पास जा रहा है अब इस कंट्रोलर और एक्ट्यूएटर के बीच कभी कभी हम कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग ब्लॉक डाल सकते हैं उदाहरण के लिए इस मामले में यह एक है इसे गुणक रिले कहा जाता है सही है तो हम यहां जो प्राप्त कर रहे हैं वह यह है कि पोर्ट A पर उपलब्ध सिग्नल B से C पोर्ट का गुणन है इसलिए मान लीजिए कि यह बढ़ गया है यह तब तुरंत बढ़ जाएगा फिर यह यह भी बढ़ेगा और यह तेज बढ़ेगा इसलिए ऐसा क्या होता है यदि आप यदि आप इसे रैखिक रूप से बदलते हैं अर्थात यदि इनपुट को समय के साथ रैखिक फैशन में बदलते है तो इस फैशन में आउटपुट बदल जाएगा सही है तो क्या होता है कि प्रभावी रूप से वास्तव में यदि आपआप अब इस रिले को लगाते हैं तो क्या होगा कि रैखिक वाल्व एक समान प्रतिशत वाल्व की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा संदेश यह है कि इस तरह के सिग्नल प्रोसेसिंग ब्लॉक डाल कर हम वाल्व की विशेषताओं को बदल सकते हैं मेरा मतलब उपलब्धता के आधार पर है कभी कभी यह नहीं होता है बाजार पर उस उपयुक्त विशेषता के वाल्व का पता लगाना आसान नहीं होता है लेकिन नियंत्रक के बाद सिग्नल प्रोसेसिंग द्वारा हम हमेशा वाल्व विशेषताओं को बदल सकते हैं सही है